आज प्रबंध सेवाओं के दृष्टिकोण से हम इस विषय पर प्रबंध साझेदार संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे हम पहले से ही ग्राहक संबंधों और सभी सेवा व्यवसायों में संबंध निर्माण के उच्च महत्व के बारे में गहन पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे लेकिन आज साथी संबंधों के प्रबंधन के साथ साथ जो कि सेवा व्यवसाय में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ग्राहक संबंध प्रबंधन है क्योंकि जैसा कि आप आज की चर्चा से देखेंगे कि कई मामलों में एक साझेदारी है और ग्राहकता परस्पर व्याप्त ओवरलैप होती है और एक दूसरे में फैलती है इसलिए समसामयिक मुद्दों के नजरिए से आज हम जिस चीज पर चर्चा करना चाहते हैं वह दुनिया भर में सेवाओं का उभरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है तो आज पहले हम इस पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला को देख सकते हैं जहां हमारे पास एक सेवा प्रदाता और एक ग्राहक है इसलिए अब तक हम चर्चा कर रहे हैं जब हमने पहले संबंध प्रबंधन के बारे में चर्चा की हमने इस P से C संबंध प्रबंधन के बारे में चर्चा की और मैंने सिर्फ द्विदिशीय चिन्ह जोड़ा क्योंकि यह एक पारस्परिक संबंध है लेकिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण आज जो कुछ भी हो रहा है यह रिश्ता जो पहले पृष्ठभूमि में था अब उसका हिस्सा है यह अब रिश्तों की समग्र रूप से स्पष्ट सीमा का हिस्सा है इसलिए तो एक तरह से इस तरह के रैखिक संपर्कों के बजाय आप इस तरह के नेटवर्क पर अधिक से अधिक दिख रहे हैं मैंने पहले ही नेटवर्क के महत्व पर चर्चा की थी और कैसे नेटवर्क सभी व्यवसायों को बदल रहा है और सेवा व्यवसायों के मामले में और भी बहुत कुछ यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक प्रणालीगत आरेख है और यह उदाहरण है या यहाँ उदाहरणों के साथ जल्द ही हम देखेंगे तो मौलिक रूप से अब जो हो रहा है वह यह है कि आप यहां तक देखेंगे कि हमने P को सेवा प्रदाता को केंद्र में रखा है जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में सेवा प्रदाताओं की इस श्रेणी के बीच मध्यस्थता गाँठ है जो स्वयं अगले स्तर के गाँठ हैं और यह केंद्रीय गाँठ है जो ग्राहकों और अन्य सभी प्रकार के ग्राहकों को जोड़ता है उदाहरण के लिए मेरा मतलब है आप इसे एक अवकाश गंतव्य पर एक होटल अवकाश गंतव्य पर एक प्रमुख होटल सोच सकते हैं तो यह अवकाश गंतव्य पर प्रमुख होटल होगा यह मूल सेवा प्रदाता या एक तरह से घुरी सेवा प्रदाता होगा अब ग्राहक इस सेवा प्रदाता से जुड़ जाएगा ग्राहक स्वयं होंगे आप जानते हैं कि वे एक परिवार के साथ जा सकते हैं वे एक समूह में जा सकते हैं यह एक व्यवसाय सम्मेलन हो सकता है यह एक गंतव्य पर जाने वाली क्रिकेट टीम हो सकती है इसलिए ग्राहक 1 या ग्राहक 2 या ग्राहक 3 स्वयं भी हो सकता है यह वास्तव में एक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है और फिर हमारे पास अवकाश गंतव्य पर होटल है अब आपूर्तिकर्ता होंगे ऐसे आपूर्तिकर्ता होंगे जो होटल सेवा से संबंधित हैं जैसे भोजन और सब्जी आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं ऐसे आपूर्तिकर्ता होंगे जो सहायक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं या स्थानीय पर्यटन या परिवहन आदि जैसी सेवाओं से संबंधित हैं इसलिए हम जो देखते हैं वह ऐसा है जैसे कि होटल एयरलाइंस रेस्तरां इसलिए यह वास्तव में हम उस घुरी और स्पोक से दूर जा रहे हैं और बोले जहां हम इस गंतव्य होटल को एक घुरी की तरह देख रहे थे लेकिन अगले आरेख में हम ग्राहकों को देखते हैं और हम बस यह समझ गए हैं कि यह वास्तव में एक नेटवर्क है और फिर एक विशेष गंतव्य गोवा में होटल एयरलाइंस रेस्तरां मनोरंजन गतिविधियां एक विशेष गंतव्य की परिवहन कंपनियां हैं और फिर सभी प्रकार के सेवा ग्राहकों के इस इको सिस्टम को जोड़ने इस विशेष गंतव्य में सभी प्रकार के सेवा ग्राहकों से जुड़ने और फिर वहाँ ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से संचालित टूर ऑपरेटरों जैसे संबंधक हैं इसलिए यह एक प्रकार का संबंध है विभिन्न स्थानों पर अपने शाखा कार्यालयों की संख्या के साथ बड़े टूर ऑपरेटर हैं इसका मतलब है कि एक साथी का उपयोग करने के बजाय वे इसे अपने कार्यालयों के माध्यम से कर सकते हैं एक और तरीका है कि यह नेटवर्क इस नेटवर्क से जुड़ता है या इन दिनों इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से इस नेटवर्क से इस नेटवर्क से सीधा संबंध हो सकता है इसका मतलब है इस तरह के एकल चैनल के बजाय इस नेटवर्क से जुड़ जाएं तो यह एक नेटवर्क है मैं जानबूझकर कुछ गैर रैखिक भागों को यहां डाल रहा हूं और यह एक अन्य नेटवर्क है तो यहाँ कोई स्पष्ट अनुपस्थिति के प्रवक्ता नहीं हैं और इस नेटवर्क के लिए इस नेटवर्क में संबंध की संख्या हो सकती है कुछ बुनियादी संबंध में से एक के माध्यम से जा सकते हैं कुछ संबंध हो सकते हैं तो यह एक ग्राहक के लिए अब काफी आसान हो गया है पहले तंत्र काफी जटिल हुआ करता था इसलिए लोग ट्रैवल एजेंट के पास जाना पसंद करते थे ट्रैवल एजेंट स्थानीय टूर ऑपरेटरों और स्थानीय टूर ऑपरेटरों से इन सेवाओं को अलग करने के लिए संपर्क कर सकते थे अब इंटरनेट अपने आप में एक बहुत ही कुशल और बहुत शक्तिशाली संग्रहकर्ता है इसलिए बहुत सारे ग्राहक बहुत सारे आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ सकते हैं और कुल सेवाओं की संख्या सामूहिक हो सकती है जिनका उपयोग किया जाएगा तो इसका मतलब है कि रैखिक साझेदार संबंधों के उदय से और रैखिक साझेदार संबंधों से सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के उद्भव से हैं तो यह वही है जिसे हम सेवा पारिस्थितिकी तंत्र मानते हैं अन्य प्रकार के सेवा पारिस्थितिकी तंत्र भी अब उभर रहे हैं वे हमेशा मौजूद थे लेकिन पृष्ठभूमि में लेकिन अब वे भी काफी स्पष्ट हो सकते हैं और इसलिए पृष्ठभूमि अग्रभूमि विभाजन अब अक्सर नाकाम हो रहे हैं उदाहरण के लिए एक नया घर खरीदने के संबंध में सेवाएं इसलिए जबकि विक्रेता है और ग्राहक है अब पहले इन सेवाओं में से कई अक्सर ग्राहक के लिए अदृश्य थीं क्योंकि एक एस्टेट एजेंट बीच में हो सकता है जो मूल रूप से विक्रेता और खरीदार से जुड़े थे और एस्टेट एजेंट के पास व्यापक सेवा देने के लिए अन्य रिश्ते थे आज ग्राहक और विक्रेता दोनों जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य खिलाड़ी हैं लोन प्रोवाइडर हैं टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर या लोग हैं जो पैकिंग और अग्रेषित करने या हटाने जल विद्युत पोस्ट ऑफिस ये सब एक कस्टमर से जुड़े हैं जो ग्राहक को नए घर में ले जाने में मदद करते हैं और स्वामित्व हस्तांतरण आप दोनों पक्षों के वकील और सर्वेक्षणकर्ता और इतने पर भूमि रजिस्ट्री या वकील को शामिल करना जानते हैं और इनमें से कई रिश्ते जैसा कि आप अब देख सकते हैं वे आड़ा तिरछा जा रहे हैं इसलिए वे जा रहे हैं ग्राहक सीधे संपत्ति एजेंट से जुड़ सकते हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया था लेकिन ग्राहक सीधे विक्रेता से बात कर सकता है ग्राहक कर सकता है क्योंकि कई इस वेब आधारित संपत्ति एजेंट ग्राहक और विक्रेता को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देते हैं ग्राहक ऋण प्रदाता से बात करेगा लेकिन विक्रेता अगर यह आवास विकास निगम है तो वे ऋण प्रदाता से सीधे बात कर सकते हैं यह देखने के लिए कि ग्राहक को ऋण आसानी से मिल जाता है विशेष परियोजना आवास परियोजना ऋण प्रदाताओं के द्वारा प्रमाणित है इन मुद्दों में से कई खरीदार वकील विक्रेता स्वयं कानूनी एजेंसी से निपटने के लिए ग्राहकों की संख्या के लिए एक समग्र सेवा प्रदान कर सकते हैं और भूमि का पंजीकरण भी शामिल है तो यह एक अतिरिक्त सेवा हो जाती है जो आवास विकास निगम द्वारा संपत्ति एजेंटों के साथ अकेले विक्रेता के रूप में काम करते हैं वे इन विभिन्न सेवाओं को प्रदान करते हैं जो पहले अन्य असतत सेवाओं को प्रदान करते हैं अब यह विक्रेता विकास एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक समग्र सेवा बन जाती है और कई अलग अलग प्रकार के संचार प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं के उद्भव के कारण आज इसे काफी कुशलता और प्रभावी ढंग से और उचित लागत पर करना संभव है इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के उद्भव को देखते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करने वाले गठबंधनों के रूप में कार्य करते हैं और जाहिर है पार्टनर ए पार्टनर बी के बीच इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए रणनीतिक दृष्टि से उपयुक्त होना जरूरी है सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त होना जरूरी है यह अपने आप में एक बहुत ही रोचक क्षेत्र है कि सेवा पारिस्थितिकी तंत्र या मैं कहूंगा कि डिजिटल सेवा पारिस्थितिक तंत्र उभर कर आता है एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सफल होने पर क्या गुण होते हैं विफलता की संभावनाएं क्या होती हैं और ये सभी दिलचस्प विषय हैं जिन पर आप वास्तव में कुछ वेब खोज कर सकते हैं और आप कुछ काफी दिलचस्प लेख देख सकते हैं उनमें से कुछ मेरे द्वारा भी लिखे गए हैं इसलिए आप वास्तव में इस डिजिटल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र या डिजिटल सेवा पारिस्थितिकी तंत्र की खोज कर सकते हैं और लक्ष्यों महत्वों मूल्यों विश्वासों नियंत्रणों और प्रक्रियाओं के महत्व को देख सकते हैं इसलिए कठिन मुद्दे हैं और नरम मुद्दे हैं दोनों एक सेवा नेटवर्क बनाने प्रबंधित करने और प्रचार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं यह वैश्विक आउटसोर्सिंग और भागीदारों की नेटवर्किंग की अधिक समग्र शैक्षणिक तस्वीर का एक सेट है जो सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का उद्भव है इसलिए मुझे लगता है कि हम इस पूरे आरेख को सेवा पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं और हम एक नया शब्द वैश्विक सेवा पारिस्थितिकी तंत्र जोड़ रहे हैं मैं अगले व्याख्यान में इस पर अधिक गहराई से चर्चा करूंगा आज मैं समाप्त करने से पहले सिर्फ कुछ दिलचस्प विशेषताओं और उदाहरणों को इंगित करना चाहता हूं इसलिए वैश्विक नेटवर्क रणनीति में जैसा कि आप देखेंगे कि लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों के साथ इन पारिस्थितिक तंत्रों में शामिल होते हैं वहाँ बाजार की मंशा हो सकती है वहाँ प्रयोजनों की तलाश हो सकती है रणनीतिक संपत्ति या पूरक संपत्ति प्रयोजन हो सकती है तो जिसका अर्थ है कि एक होटल हो सकता है और होटल में कुछ स्थानीय टूर ऑपरेटरों या स्थानीय नाव ऑपरेटरों या स्थानीय भ्रमण ऑपरेटरों के साथ गठबंधन हो सकते है क्योंकि और यह वास्तव में बाजार की मांग और संसाधनों पर आधारित है जो रणनीतिक परिसंपत्ति की मांग या पारस्परिक साझेदारी के आधार पर है कभी कभी एक प्रकार के आपूर्तिकर्ता की मुख्य क्षमता के कारण भी दक्षता की मांग हो सकती है इसका मतलब है उस सेवा के एक विशेष खंड के संबंध में सबसे कुशल भागीदारों के बीच पूरी सेवा की पेशकश साझा की जाएगी इसके भीतर पृष्ठभूमि में कुछ मुद्दे होंगे जैसे कि सांस्कृतिक प्रभाव प्रौद्योगिकी के मुद्दों के हस्तांतरण संगठनात्मक संरचनात्मक मुद्दे और साथी उप ठेकेदारों के स्थान चयन आदि होंगे आइए हम कुछ और कदम उठाएं जिससे हम गहराई में जा सकें इसलिए हम जो कह रहे हैं वह यह है कि सेवा प्रदाता हैं और कई कई सेवा प्रदाता हैं जो सभी ग्राहकों के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक निश्चित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तो ग्राहक हैं उनके परिवार हैं उनके मित्र हैं यह एक व्यावसायिक समूह हो सकता है इसलिए ग्राहक और सहायक ग्राहक सेवा प्रदाता और सहायक सेवा प्रदाता हैं सेवा सहायक के मामले में हमारे पास पहला आरेख है कि हमने देखा कि यह किसी प्रकार का हब स्पोक संबंध है लेकिन जैसा कि हमने भी चर्चा की कि एक तरफ सेवा प्रदाताओं का एक समूह हो सकता है दूसरी तरफ ग्राहकों के एक समूह के साथ बातचीत हो सकती है किंतु यह संबंध चाहे यह सेवा डिजाइन और खेल के कुछ नियमों को स्थापित करने के लिए अजीब प्रकार से दिखता है अन्यथा तकनीकी नेटवर्क ठीक से काम नहीं करेगा इसलिए सेवा डिजाइन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें महत्वपूर्ण हस्तांतरण सूचनाओं का हस्तांतरण हैं और हम उनको देखेंगे जो डिजिटल व्यापार पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं डिजिटल सेवा पारिस्थितिकी प्रणालियां काफी सफल हैं जब सेवा इस तरह की होती है तो हस्तांतरण कोर्स की जानकारी उदाहरण के लिए सीट की उपलब्धता के बारे में जानकारी आखिरकार एक महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है जैसे किसी विशेष द्वीप पर जाने वाली विशेष नाव पर सीट की तरह महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है लेकिन ज्यादातर लेनदेन सूचना परिवर्तन पर आधारित होते हैं यह आपको अलग अलग संख्या देता है ये दो स्तर या द्विदिश सेवा आपूर्ति संबंध नेटवर्क हैं उदाहरण के लिए सेवा श्रेणी के मानसिक रोगी ग्राहक आपूर्ति हैं इसलिए रोगी परेशान है किसी तरह का मानसिक परेशानी है तो वहाँ एक सेवा प्रदाता एक मानसिक चिकित्सक है और जिसके परिणामस्वरूप वहाँ पर्चे और दवाओं के लिए फार्मेसी अग्रणी हो सकता है तो एक फार्मेसी है जो रोगी की सेवा कर रही है और चिकित्सक भी रोगी की सेवा कर रहा है और यह एक तंत्र का गठन है और इसलिए यह रोगी है यह फार्मेसी है और यह चिकित्सक है और एक अन्तरक्रियाशीलता है चिकित्सक रोगी और पैथोलॉजी लैब इसी प्रकार के नेटवर्क छोटे नेटवर्क का निर्माण करते हैं अथवा वे उसके चालक या स्वामी हो सकते हैं और वहां एक गैरेज है और अधिक विस्तार है और अधिक निकास इंजन के पुनर्निर्माण हैं जहां एक मशीन की दुकान है जो इस गेराज की सेवा करती है जहां प्रशिक्षक चालको के रूप में कार्य करते हैं तो यह एक अन्य प्रकार का नेटवर्क गठन संबंधों का गठन है इसलिए यहां गैरेज है और मशीन की दुकान है और यहां मालिक या ड्राइवर है इसी तरह घर खरीदार और बंधक कंपनी हो सकती है और शीर्षक खोज जैसी सेवाएं हो सकती हैं इसलिए फिर से आप देखते हैं कि यहां अलग अलग द्विदिश संबंध हैं इसलिए समकालीन पारी पर इस तरह की नज़र उस स्थिति की तुलना करती है जैसा हम पहले थे इसलिए पहले सेवा प्राप्तकर्ता निष्क्रिय थे क्योंकि इस नेटवर्क गठन और पारिस्थितिकी तंत्र के गठन सेवा प्राप्तकर्ता सह निर्माता के रूप में सक्रिय है इस पहलू पर हमने इस पाठ्यक्रम के दौरान कई बार चर्चा की है सेवा का प्रवाह पहले अक्सर मांग के लिए इंतजार कर रहा था अब खिलाड़ियों के बीच इन गहन डिजिटल गतिविधि के कारण यह भी समकालीन है इसलिए पाइप लाइन प्रकार की क्रमबद्ध सूची अब अक्सर आवश्यक नहीं है क्योंकि मांग के बारे में वास्तविक समय में जानकारी सभी आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध होगी तो यह विभिन्न चरणों से नहीं जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क में विलंबता पेश की गई है अब सभी एक से एक कनेक्शन हैं इसलिए सभी खिलाड़ियों को एक साथ सूचित किया जाता है कि क्या किसी यात्री ने एक सप्ताह में गोवा पहुंचने का फैसला किया है तो हर कोई उस विवरण को जानता है इसलिए किसी विशेष पूर्व बुकिंग स्थिति का इंतजार नहीं करते हैं जो वे सभी जानते हैं कि अब सब भी कुछ ग्राहक के आधार पर स्थानांतरित करना है तथा ग्राहक भी कुछ सेवाओं को जानता है इसलिए वह उपलब्ध नहीं होता है और वे सेवाओं के लिए अपने विकल्पों की तलाश करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसलिए सूचना का प्रवाह धारा के विरुद्ध धारा के साथ अब धकेलने और खींचने क्रियाविधि पर आधारित है और एक वास्तविक समय में जानकारी लेना तथा प्रदान करना है संभव है कि एक मांग प्रबंधन ग्राहक द्वारा स्वयं उदाहरण के रूप में समयबद्ध रूप से किया जाता है इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे गोवा में संख्या और गोवा प्रणाली के बारे में जैसा कि हमने पिछली प्रस्तुति में देखा था कि पूरे होटल रेस्तरां टूर ऑपरेटर विभिन्न प्रकार की भ्रमण सुविधा रखते हैं ये सभी एक पारिस्थितिकी तंत्र होने के लिए हैं और ग्राहक बातचीत में हैं इसलिए अब निश्चित रूप से आप शेड्यूलिंग या परिवर्तन और इतने के बारे में बात कर सकते हैं इसलिए परिणाम के रूप में वे क्षमता प्रबंधन के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो पहले चर्चा करेंगे इसलिए क्षमता की कमी अक्सर होती है प्रबंधन क्योंकि लोगों के क्रॉस प्रशिक्षण द्वारा एक बदलाव और रिश्तों को आउटसोर्स करने के कारण क्षमता का प्रबंधन करना या हानि या क्षमता की हानि से बचना आसान है तो ये कुछ दिलचस्प चीजें हैं जो तकनीक की उपलब्धता के कारण सेवा व्यवसाय में उभर रही हैं मैं एक दिलचस्प आरेख को समाप्त करूंगा यही कारण है कि वास्तव में यह पारिस्थितिकी तंत्र अक्सर हमारे समय का विकास करता है तो यह आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा और गाजियाबाद अब वास्तव में नेटवर्क के सभी भाग हैं जो उच्च गति के विभिन्न प्रकार के परिवहन चरणों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और रेलवे प्रणाली अधिक दिलचस्प रूप से मेट्रो लिंकेज हैं जो इन सभी में उच्च गति परिवहन को काफी आसान और संभव बना रहे हैं इसलिए यह कहा जाता है कि फरीदाबाद यह गुड़गांव होगा यह दिल्ली हो सकता है और यह दिल्ली मेट्रो से मिलता है क्योंकि इसे अब यह कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इन सभी स्थानों को जोड़ता है क्योंकि एनसीआर छोटा है और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इस वजह से कनेक्टिविटी जैसी जीवन रेखा का उभरता हुआ स्वरूप और यह नेटवर्क के सभी बिंदुओं को छूने वाला एक धड़ बन जाता है तो मेट्रो स्टेशनों की तरह सेवा नोड्स पर आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं के उद्भव को देखते हैं और जैसे ही मेट्रो सेवा परिपक्व होती है आप देखेंगे कि प्रत्येक मेट्रो स्टेशन होगा फिर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का एक पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा यह सुविधा स्टोर फार्मास्युटिकल स्टोर रेस्तरां कार्यालय भवन मॉल डिपार्टमेंट स्टोर बैंक वे सभी इस नेटवर्क नोड्स के चारों ओर क्लस्टर के रूप में विकसित होंगे और यह दुनिया भर के अधिकांश अन्य शहरों में हुआ है और निश्चित रूप से हमारे देश में भी हो रहा है इसलिए और यह संभव बनाता है इसलिए सेवा की प्रकृति को बदलने के लिए यह मैं दूसरे तरीके से आगे बढ़ रहा हूं यह वास्तव में इंटरनेट की दुकान और भौतिक दुकान है जो पृष्ठभूमि के माध्यम से जुड़ा हुआ है इसलिए यह ग्राहक है जो वास्तव में इंटरनेट पर सामान चुन सकते हैं और ग्राहक के भौतिक स्टोर से एक डिलीवरी ले सकते हैं भौतिक स्टोर पर ब्राउज़ कर सकते हैं और अंत में इंटरनेट स्टोर से खरीद सकते हैं कुछ मामलों में यह स्टोर और एक पृष्ठभूमि सेवा वे सभी एक ही संगठन XYZ का हिस्सा हो सकते हैं या वे वास्तव में एक सहयोगी प्रतिस्पर्धी प्रकार के रिश्ते में भी हो सकते हैं सभी रिश्ते और ग्राहक को सभी प्राथमिकताएं मिल रही हैं इसलिए निष्कर्ष में मैं जो कहना चाहूंगा वह यह है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी की निरंतर प्रगति पर विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के आरोहण के उद्भव के कारण हम विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के उद्भव को देखते हैं ये सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं इको सिस्टम में प्रत्येक इकाई पक्ष प्रदान करने वाली सेवा पर केंद्रित है प्रत्येक इकाई अपनी मुख्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती है इसके परिणामस्वरूप सभी इको सिस्टम अब अधिक कुशल और अधिक प्रभावी होते जा रहे हैं और प्रति सेवा कम लागत पर बड़ी विविधता प्रदान कर रहे हैं और परिणामस्वरूप हम विभिन्न प्रकार के संबंधों और ग्राहकों की पारंपरिक भूमिकाओं और सेवा प्रदाता के प्रतिद्वंद्वियों और सहयोगियों के बीच प्रसार को भी देख रहे हैं और उभरते रिश्तों का यह द्वंद्व और कभी कभी साझेदारी के रूप में ग्राहक का यह द्वंद्व लेकिन कभी कभी साझेदारी के रूप में ग्राहक सेवा प्रबंधन के लिए नए प्रतिमान बनाते हैं जो शायद एक और पाठ्यक्रम में एक और अग्रिम विषयों पर बेहतर चर्चा कर पाएंगे हालाँकि मैं अगले व्याख्यान में इन उभरती स्थितियों के कुछ प्रमुख मुद्दों को उठाऊंगा